उद्योग 40 का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू व्यावसायिक दृष्टिकोण है स्मार्ट और कनेक्टेड बिजनेस पर्सपेक्टिव जिसके बारे में हम उद्योग 40 के संदर्भ में बात कर रहे इनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों के विषय में हम और गहराई से जानकारी लेंगे सबसे पहले सवाल यह है कि हम उद्योग 40 में उस बारे में बात कर रहे हैं ज़रुरत है इस कनेक्टिविटी कनेक्टेड मशीनरी और भी कई तो सवाल है हमें इस तरह के जुड़े उत्पादों की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में क्या अच्छा है हम अपने आप को अतीत में जो कुछ भी कर रहे थे उससे जुड़े उत्पादों से क्यों बदलना चाहते हैं हमें इन विभिन्न उत्पादों मशीनरी के बीच कनेक्टिविटी की आवश्यकता क्यों है पर क्यों हमें इन मशीनरी को स्मार्ट बनाने की ज़रुरत है सबसे पहले इन भौतिक वस्तुओं उद्योगों में विभिन्न मशीनें को जोड़ने के लिए इस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है दूसरी बात यह है कि इन भौतिक वस्तुओं से अलग डेटा एकत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है और आपस में साझा करना और कुछ नेटवर्क के माध्यम से डेटा भी साझा करना जहां कहीं भी है डाटा का विश्लेषण किया जाएगा इसलिए यह कनेक्टिविटी अनिवार्य रूप से आवश्यक होने जा रही है क्योंकि इस कनेक्टिविटी और स्मार्ट परिप्रेक्ष्य के माध्यम से हम समग्र संसाधन दक्षता बढ़ाने जा रहे हैं संसाधन खपत के मामले में समग्र दक्षता में वृद्धि होने जा रही है संसाधन उपयोग और निर्माण प्रक्रिया में समग्र उत्पादकता में सुधार करता है इसलिए संसाधन दक्षता में सुधार उत्पादकता में सुधार वे कारण जिसकी वजह से हमें स्मार्ट तथा जुड़ा हुआ व्यापार परिप्रेक्ष्य की जरूरत है तो एक बार फिर से क्या लाभ हैं हम इन उत्पादों को पहले की तुलना में जब IoT केंद्रित समाधान के उपयोग के बिना अतीत में किया जा रहा था उससे तेज दर पर निर्मित कर पा रहे हैं यह सस्ते उत्पादों को विकसित किया जा रहा है इन स्मार्ट समाधानों के समावेश के माध्यम से इन उत्पादों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा उत्पाद की सुधरी हुई स्मरण प्रक्रिया में सुधार स्मार्ट आपूर्ति चेन ये स्मार्ट और जुड़ा हुआ है उत्पादों के होने के विभिन्न लाभ है सेंसर का उपयोग स्मार्ट और कनेक्ट होने का माध्यम स्मार्ट सिस्टम बनाने का मूल है सेंसर प्रवर्तक भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे डेटा आ रहे हैं जो डेटा को संसाधित करने जा रहा है यह डेटा की बड़ी मात्रा को संभालने के लिए जरूरी है इसलिए क्लाउड भंडारण के संदर्भ में प्रसंस्करण है तो यह सभी प्रत्येक भौतिक वस्तुओं में एम्बेडेड किए जाएंगे यह स्मार्टनेस और कनेक्टिविटी के लिए मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है

अगली बात मुनाफे का खाका है स्मार्टनेस और कनेक्टिविटी लाभ में सुधार के लिए एक खाका के साथ आने में मदद करने जा रही है कंपनियों में मुख्य संसाधनों की दक्षता औद्योगिक प्रक्रियाओं विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार करना होगा उनको ट्रैक करना होगा और समय समय पर ऑप्टिमाइज करना होगा और यही बात इन अलग प्रमुख प्रक्रियाओं पर भी लागू होती है अगली बात यह है कि इन स्मार्ट और कनेक्टेड उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं मॉनिटर और स्वचालन ये स्मार्ट और जुड़े उत्पादों की अलग श्रेणियाँ हैं इसलिए निगरानी नियंत्रण अनुकूलन और स्वचालन य़े हैं जो स्वयं समझी जा सकती संसाधन की निगरानी संसाधन जैसे कि सेंसर सेंसर से लैस संसाधन जैसे की मशीनरी और बाहरी डेटा स्रोतों की निगरानी ये महत्वपूर्ण हैं इसलिए सभी प्रकार के विभिन्न संसाधनों की निगरानी और ये विभिन्न संसाधनों के उपयोग से होने वाले प्रभावों की निगरानी भी महत्वपूर्ण है इस मशीनरी के स्वास्थ्य की निगरानी उत्पादों के स्वास्थ्य की निगरानी अगर कुछ नीचे चला गया है अगर कुछ डाउनटाइम उत्पन्न करने के लिए बढ़ा सकें पहले से कुछ ऐसा भी है जो समग्र दक्षता सुधार में मदद करेगा इसलिए यह एक और प्रभाव है और बाधाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है यह निगरानी के मामले में तीसरा प्रभाव भी है संसाधनों का नियंत्रण विभिन्न कस्टम डिज़ाइन को नियंत्रित करने के लिए मदद कर सकता है हम विभिन्न अनुकूलन समाधानों और अलग अलग एल्गोरिदम के उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं सिस्टम के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रभाव डालता है मशीनरी दूरस्थ सेवाओं को सक्षम करना और उत्पाद मरम्मत करने में सहायता करता है इन संसाधनों का स्वचालन निगरानी नियंत्रण और अनुकूलन क्षमता स्वचालन के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का उपयोग करना होगा और प्रभाव स्वरूप विभिन्न उत्पादों का स्वायत्त प्रदर्शन करना मिलता है स्मार्ट सिस्टम क्या है आखिर हमें इस स्मार्ट बिजनेस मॉडल की आवश्यकता क्यों है इसलिए वर्तमान प्रक्रियाओं को कम खर्चीली बनाने के लिए हमें स्मार्ट बिजनेस मॉडल की आवश्यकता है और अधिक राजस्व प्राप्त करने पर सुधार करना इसलिए आपको अपेक्षित राजस्व प्राप्त करने की आवश्यकता है कुछ अधिशेष जो अक्सर आवश्यक होते हैं इसलिए आपके पास एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो कि समग्र प्रक्रिया लागत को कम करने में मदद करेगा प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने और अपेक्षित राजस्व को पूरा करने और असल में अपेक्षीत आमदनी से अधिक प्राप्त करने के लिए तो ये स्मार्ट बिजनेस मॉडल उत्पादकता प्रस्ताव की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैंने पहले बहुत बात की है तो इसमें ग्राहकों के लिए क्या उत्पादकता है उत्पाद और सेवाओं के दृष्टिकोण से जो यह ग्राहक को दे रहा है उत्पादकता प्रस्ताव जब आप एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पहली मुख्य विशेषता है रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब है राजस्व के क्या अलग स्रोत हैं जो शामिल हो रहे हैं कौन से ऐसे विभिन्न स्रोत हैं वे विभिन्न स्रोत जो विनिर्माण प्रक्रिया में मदद करने या एक विशेष परियोजना को चलाने में राजस्व प्राप्ति करा कर मदद कर सकते हैं तो राजस्व के विभिन्न स्रोत क्या हैं जो रेवेन्यू स्ट्रीम है और आखिरकार विनिर्माण प्रक्रिया में मदद करने अलग लागत का फर्क उठाने के लिए उस राजस्व का उपयोग किया जा रहा है तो यह रेवेन्यू स्ट्रीम और विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग किया गया हैं वे एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल की तीन अलग अलग प्रमुख विशेषताएं है यदि हम एक स्मार्ट व्यवसाय मॉडल में उत्पादकता निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग अलगदृष्टिकोण अलग पहलु हैं जिन्हें समझने की जरूरत है एक है नवीनता सेंट्रिसिटी ये चार अलग अलग दृष्टिकोण हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता होगी तो स्मार्ट बिजनेस मॉडल में निगरानी करना महत्वपूर्ण है यदि आपको एक स्मार्ट व्यवसाय मॉडल के साथ आना है ये प्रमुख बातें हैं हमने देखा है कि हमें मॉनिटर की जरूरत है हमें नियंत्रण तंत्र तथा कुछ अनुकूलन करने की जरूरत है हमारे पास मशीनों के स्वास्थ्य की निगरानी जैसी चीजें हैं तो मशीनों का स्वास्थ्य कुछ कार्यों करना विभिन्न अलर्ट की पेशकश फिर नियंत्रण के लिए हमारे पास क्या है उत्पाद का नियंत्रण निजीकरण इसलिए कस्टम आवश्यकताओं के आधार पर इस तरह का नियंत्रण और निजीकरण किया जा सकता है हमारे पास अनुकूलन है विभिन्न अनुकूलन एल्गोरिदम के उपयोग के माध्यम से हम सिस्टम का प्रदर्शन प्रक्रिया तथा प्रदर्शन और फिर उत्पाद की मरम्मत तथा दूरस्थ सेवा में भी सुधार करना चाहते हैं यह एक बात है तो इन सभी चीजों की मदद से क्या किया जा सकता है क्या है बैकबोन और नेटवर्क का उपयोग है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है वह है एल्गोरिदम विभिन्न एल्गोरिदम जो इन सभी को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं निगरानी के लिए एल्गोरिदम नियंत्रण और अनुकूलन के लिए एल्गोरिदम तो हमें कुछ इस तरह से आने की जरूरत है व्यापार मॉडल एक स्मार्ट व्यवसाय मॉडल जो इस समग्र चीज़ को प्राप्त करने में मदद कर सकता है जिसके बारे में हमने बात की है तो एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल को इन सभी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना होगा हमें एक स्मार्ट व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता क्यों है क्योंकि दक्षता में सुधार करने के लिए उत्पादकता और अनिवार्य रूप से व्यापार दक्षता सुधार के लिए स्वायत्त प्रणालियों को प्राप्त करने में मदद करेगा हम देख रहे थे उत्पादकता पहलू जहां उत्पादकता प्रस्ताव हमने देखा है कि वहाँ नवीनता का पहलू दक्षता लॉक इन और पूरकता है ये स्मार्ट बिजनेस मॉडल में उत्पादकता सृजन के अलग अलग पहलू हैं ज़रुरत है एक उत्पादकता केंद्रित व्यापार मॉडल की जो ग्राहक को उत्पादकता खोजने के लिए उपयोगी लगे इस तरह तरह के मूल्य केंद्रित व्यापार मॉडल से नए बाजार खुलेंगे नई सेवाएँ समाधान देंगी जो नवीन हैं नई हैं जो ग्राहकों को उपयोगी रोमांचक लगे यही उत्पादकता सेंट्रिसिटी होता है अगली बात दक्षता है उत्पादों को बेहतर बनाने के मामले में दक्षता तेज उत्पादकता सरल उत्पादन प्रक्रियाएं पारदर्शी उत्पादन प्रक्रियाएं जो त्रुटियां को खत्म करेगी या होने वाली त्रुटियों की संख्या को कम करेगी समग्र दक्षता सेंट्रिसिटी के लिए लॉक इन केंद्रित व्यापार मॉडल ग्राहक को प्रवासन से रोकता है एक लॉक इन समय अवधि होगी जिसके दौरान ग्राहक एक विक्रेता से दूसरे में माइग्रेट के निर्माण में सुधार करेगा पूरक व्यवसाय मॉडल उत्पाद और सेवाओं जैसी चीजों के बारे में बात करता है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन संपत्ति प्रौद्योगिकियां गतिविधियां यह सभी विभिन्न पूरक चीजें हैं जो स्मार्ट व्यापार मॉडल के लिए आवश्यक है तो वे कौन सी परतें और प्रौद्योगिकियां हैं जो उत्पादकता को बनाने में मदद करेंगी पहली फिजिकल लेयर यह समग्र वास्तुकला है जो इस चीज में मदद कर सकती है और हमारे पास ये इसके अलग अवयव हैं फिजिकल परत डिजिटल परत और कनेक्टिविटी परत तो इन परतों में से प्रत्येक में हम सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं जो इन विभिन्न एल्गोरिदम प्रक्रियाओं के निष्पादन में मदद कर सकता है कुल मिलाकर कार्यक्षमताओं में जो कार्यान्वित की जानी है तो इन सभी बातों का ध्यान डिजिटल परत में प्रोसेसर द्वारा रखा जाता है स्टोरेज का मतलब डेटा इस पाठ्यक्रम के बुनियादी परिचय घटक है ये सभी कनेक्टिविटी परत के घटक हैं य़े समग्र वास्तुकला की तीन परत हैं भौतिक परत सेंसर की मदद से डेटा एकत्र करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है और विभिन्न माइक्रोकंट्रोलर तथा माइक्रोप्रोसेसरों से सुसज्जित है कनेक्टिविटी परत समग्र कनेक्टिविटी स्मार्ट उपकरणों स्मार्ट सेवाओं IP नेटवर्क ZigBee NFC और ब्लूटूथ जैसे विभिन्न कनेक्टिविटी तकनीकों का उपयोग करने के बारे में बात करती है डिजिटल परतें डेटा को संसाधित करने वाले डेटा को संग्रहीत करने के बारे में बात करती हैं जो डेटा को संसाधित करता है और इसी तरह के अन्य काम करता है तो यहाँ स्मार्ट और कनेक्टेड बिजनेस मॉडल के दो उदाहरण हैं एक अमेज़ॅन के माध्यम से जुड़ा हुआ है इसी तरहहमारे पास दूसरा उत्पाद है सेमिओस है और डिजिटल लेयर में अलग मोबाइल एप्लीकेशन है यह व्यापार मॉडल को प्रयोग में लेने के दो उदाहरण है तो ये फिर कुछ संदर्भ हैं यह व्याख्यान उन अवधारणाओं को शामिल करता है जो समग्र रूप से व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें क्यों कुछ करना है जो भी हम करने का इरादा रखते हैं उद्योग 40 की ओर परिवर्तन करने का कार्य करता है हम इन सभी स्मार्ट और इसी तरह उपकरण के समावेश के माध्यम से उद्योग 40 की ओर रुख करना चाहते हैं हम सब कुछ स्मार्ट बनाने की दिशा में बदलाव करना चाहते हैं लेकिन सवाल है कि क्यों आखिर हमें स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है उत्पादकता प्रस्ताव क्या है एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसे अपनाने से कौन सी चीजें सुधरने वाली हैं एक कनेक्टेड के माध्यम से पारंपरिक से स्मार्ट के लिए परिवर्तन और नहीं हमने इस व्याख्यान में चर्चा की है तो इन चीजें की समझ उद्योग 40 का निर्माण के लिये बहुत आवश्यक हैं तथा इस उद्योग के कर्मचारियों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है जिन्हें उद्योग 40 परिवर्तन के लिए शामिल करना है क्योंकि जब तक यह उत्पादकता प्रस्ताव और इन सभी चीजों के उपयोग से परिवर्तन को कार्य बल द्वारा समझा नहीं जाता है वे इस परिवर्तन को नहीं कर पाएंगे वे इस परिवर्तन की सराहना नहीं कर पाएंगे और इस वजह से संपूर्ण अभ्यास विफल हो सकता है इसी के साथ में हम इस व्याख्यान को यहाँ पर रोकते हैं और जो अवधारणाएँ हमने इस व्याख्यान में समझी है वे इस पाठ्यक्रम के आगे के व्याख्यानो को समझने में हमारी मदद करेगी आपका धन्यवाद